कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं और अब हम इसे विभिन्न स्थितियों में लागू करना चाहते हैं आज के लेक्चर में हम कंडक्टर्स पर चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बात करने वाले हैं कंडक्टर्स पदार्थ का एक बहुत ही खास वर्ग है और इसलिए हम उनके बारे में इस व्याख्यान में बात करते हैं बाद में हम पोलराइजेबल मेटेरियल या डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे परंतु हम आज कंडक्टर से शुरुआत करते हैं परिभाषा के अनुसार एक कंडक्टर के पास मुक्त चार्ज होते हैं जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में गति करते हैं और इसलिए यह एक विशेष तरीके से व्यवहार करते है मैं कंडक्टर के एक एक करके लक्षणों को लेकर उनकी व्याख्या करने जा रहा हूं हम कंडक्टर के गुणों पर काम कर रहे हैं इसलिए पहले लक्षण पर बात करते हैं 1 एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है जिसे समझना बहुत आसान है अगर मेरे पास एक कंडक्टर पदार्थ है और यदि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है अर्थात E0 तो यह फील्ड क्या करेगा यह फील्ड चार्जेस को गति प्रदान करेगा और ये चार्जेस तब तक चलते रहेंगे जब तक कि फील्ड शून्य न हो जाए तो एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस मुझे अतिरिक्त चार्जेस कहना चाहिए क्योंकि अन्यथा सब कुछ न्यूट्रल है चार्जेस तब तक चलते रहेंगे जब तक E शून्य नहीं हो जाता चूंकि चार्ज गतिमान हैं और इसलिए कंडक्टर के अंदर E हमेशा शून्य रहेगा 2 कंडक्टर पर रखा गया कोई भी अतिरिक्त चार्ज हमेशा इसकी सतह पर गति करता है यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम पहले कुछ व्याख्यानों में बात कर चुके हैं लेकिन अब हम इसे आगे समझाएंगे तो इसे समझने के लिए आइए हम फिर से इस ठोस कंडक्टर को लेते हैं और इसके अंदर E शून्य है अगर मैं किसी भी आकार किसी भी आकृति किसी भी चीज का कोई छोटा आयतन लेता हूं तो गॉस के नियम के अनुसार Eds0 क्योंकि E0 है और यह qenclosed0 के अलावा और कुछ नहीं है इसके द्वारा यह निष्कर्ष तुरंत निकाला जा सकता है कि किसी भी आकार किसी भी आकृति के आयतन के अंदर संलग्न q हमेशा शून्य होता है और इसलिए एक कंडक्टर के अंदर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होता है इसके बारे में भी हम पहले इस संदर्भ में बात कर चुके हैं कि हम कैसे परीक्षण करते हैं कि कूलम्ब फोर्स 1r2 की प्रकृति का होता है कूलम्ब के नियम से Eds0qenclosed0 or qenclosed0 अब मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ मान लीजिए मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर लेता हूं ताकि स्फेरिकल सिमेट्री स्थापित रहे अर्थात एक दिशा और दूसरी दिशा के बीच कोई अंतर न हो अब उस पर कुछ अतिरिक्त चार्ज रखते हैं यह अतिरिक्त चार्ज स्फेरिकल सिमेट्री तरीके से वितरित होगा चूँकि समान चार्ज प्रतिकर्षित होते हैं इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये चार्जेस माना कि यह धनात्मक चार्जेस है सतह पर स्थानांतरित होंगे आइए देखें कि उसके बाद क्या होता है यदि फील्ड 1r2 की प्रकृति का अथवा गॉस का नियमGauss's Law को संतुष्ट नहीं करता है ध्यान रखें कि गॉस का नियमGauss's Law उस फील्ड के समतुल्य होता है जिसमें 1r2 के अनुरूप परिवर्तित होता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ एक बहुत छोटी सरफेस बनाऊँगा और इसके ठीक विपरीत दिशा में सरफेस लेने पर एकसमान सॉलि़ड एंगिल d बनता है माना कि यहाँ पर यह दूरी r1 है जबकि अपेक्षाकृत यह बड़ी दूरी r2 है यहां पर d बहुत ही छोटा है अब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पहले क्या सीखा है मैं इस चित्र को फिर से बनाता हूँ जो मैं ले रहा हूँ मैं इस छोटी सरफेस की तरफ r1ले रहा हूं और इसलिए इसका क्षेत्रफल dr12होगा जबकि अपेक्षाकृत बड़े सरफेस की तरफ r2ले रहा हूं जिसका क्षेत्रफल dr22से दिया जाएगा आइए हम इस बिंदु पर फील्ड की गणना करें अर्थात वह मध्य बिंदु जहां दो रेखाएं दोनों तरफ चार्ज होने के कारण मिल रही हैं यदि बाहरी सरफेस पर चार्ज डेंसिटी सिगमा𝜎 है तो इस सरफेस पर चार्ज 𝜎dr22जबकि दूसरी तरफ यह 𝜎dr12 होने वाला है अब आइए हम लेते हैं कि यदि E में परिवर्तन 1r2 δके अनुरूप होते हैं यहां डेल्टाδ एक धनात्मक संख्या है अर्थात δ0 है तो मध्य बिंदु के इस दिशा की ओर फील्डσdr22r22 δ के बराबर होने वाला है जबकि मध्य बिंदु के दूसरी दिशा की ओर फील्ड σdr12r12 δ होने जा रहा है इसलिए Eσdr22r22 δ σdr12r12 δk इसलिए नेट फील्ड निकल कर आ रहा है इसमें एक नियतांक k है जो 140 होगा जिसके बारे में हम अभी चिंतित नहीं हैं मैं अभी r की निर्भरता के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं तो यह नेट फील्ड निकल कर Ekσd मिलेगा E∝1r2 δ δ0 Eσdr22r22 δ σdr12r12 δkkσd मैं संक्षेप में दोहराता हूं मैं इस स्फीयर को ले रहा हूं और मैं इन दो छोटे क्षेत्रों के कारण इस बिंदु पर फील्ड पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और मैंने पाया कि यह फील्ड Ekσd है यदि r2r1 है तो यह फील्ड इस दिशा में है इसलिए एक नेट फील्ड इस दिशा में है यह क्या करेगा यदि रेड कलर से रेखांकित दिशा को धनात्मक मान लें तो यह फील्ड के द्वारा सतह के साथ अधिक चार्जेस गति करेंगे जिसके परिणामस्वरूप विपरीत चार्जेस अंदर की तरफ बने रहेंगे तो हमने क्या देखा हमने देखा है कि यदि कोई फ़ील्ड 1r2 δ के समानुपाती है तो अतिरिक्त चार्ज सतह से आता है और फिर यह अधिक चार्ज खींचता है और इसलिए अंदर विपरीत चार्ज होने वाला है अंदर चार्ज शून्य नहीं होने वाला है आइए दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें फ़ील्ड E 1r2δ के समानुपाती है उस स्थिति में नेट फील्ड E बराबर होगा Ekσd Ekσd और इसलिए यदि r2r1 है तो फ़ील्ड विपरीत दिशा में होगा जिसको मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ तो अब ये सतह में अतिरिक्त चार्ज उसी चार्ज को केंद्र की ओर अंदर धकेलना शुरू कर देंगे तो अंतिम वितरण यह होगा कि केंद्र पर एक ही चिन्ह के और उसके विपरीत चार्ज बाकी के आयतन में स्थित होंगे इन दो स्थितियों के द्वारा हम इस सिद्धांत को और भी ज्यादा व्यापक रूप दे सकता हूं क्योंकि मैं इस स्फीयर में हर जगह इस तरह के एपोजिटिव स्थित सेक्शन बना सकता हूं और इसलिए आप क्या देखते हैं कि यदि फ़ील्ड 1r2 से विचलित होता है तो अंदर का चार्ज शून्य नहीं होता है और इसलिए यदि E 1r2 के अनुरूप है तब डेल्टा शून्य होता है और आप देखेंगे कि ये दो पद अर्थात और बिल्कुल रद्द हो जाते हैं इसका मतलब है डेल्टा शून्य है तो ये पद कैंसिल हो जाते हैं और अंदर का चार्ज शून्य हो जाता है इसलिए हमने गॉस के नियमGauss's Law या 1r2नियम के परिणाम के रूप में जो पाया है कि अतिरिक्त चार्ज कंडक्टर की सतह पर गति करता है इस प्रकार जिसके बारे में मैंने बात की थी यह उसको देखने का एक बहुत ही भौतिक तरीका है 3 इस बिंदु पर कंडक्टर का अगला लक्षण यह है कि संपूर्ण कंडक्टर पर पोटेंशियल समान होता है इसका मतलब है अगर मेरे पास कंडक्टर पर उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल ज्ञात है माना कि एक बिंदु यहां पर और एक इस जगह पर है अर्थात एक बिंदु अंदर की तरफ और दूसरा बिंदु दूसरी तरफ वे सभी एक ही पोटेंशियल पर होंगे इसका कारण बहुत सरल है चूंकि एक कंडक्टर के अंदर E 0 होता है इसलिए कंडक्टर के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है अतः तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है और इसलिए यह समान होना चाहिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं यदि कंडक्टर के ऊपर या अंदर की तरफके दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि एक फ़ील्ड होगा क्योंकि फ़ील्ड और कुछ नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंसऔर दूरी का अनुपात अर्थात ΔVDistance होता है यदि फ़ील्ड उपस्थित है तो वह चार्जेस को स्थानांतरित करेगा जब तक कि फ़ील्ड शून्य न हो जाए और फ़ील्ड में चार्जेस स्थानांतरण ना रुक जाए अर्थात पोटेंशियल एकसमान ना हो जाए तो कंडक्टर की सभी सतह इक्विपोटेंशियल होते हैं क्योंकि सभी जगह पोटेंशियल समान होता है 4 अगला इलेक्ट्रिक फील्डE हमेशा एक कंडक्टर की सतह के लंबवत होता है यह समझना भी बहुत आसान है आइए फिर से एक कंडक्टर को देखें हम पहले ही कह चुके हैं कि एक कंडक्टर की सतह इक्विपोटेंशियल होती है तो पहले मैं आपको गणितीय तर्क दूंगा जैसा कि हमें ज्ञात है E कुछ और नहीं बल्कि V का माइनस ग्रेडिएंट होता है E ∇V चूंकि इस पूरी सतह पर पोटेंशियल एकसमान है और V का ग्रेडियंट∇V हमेशा इक्विपोटेंशियल सतहों के लंबवत होता है तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि फ़ील्ड इसके लंबवत होगा भौतिक रूप से मान लीजिए कि फ़ील्ड लंबवत नहीं था और मान लीजिए कि कंडक्टर सतह के अनुदेश एक घटक था जिसे मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं फ़ील्ड का यह घटक कंडक्टर की सतह पर उपलब्ध गतिमान चार्जेस को बनाए रखता है और वे तब तक चलते रहते हैं जब तक कि सतह के समानांतर फ़ील्ड शून्य नहीं हो जाता है तो इस प्रकार आप E के सतह के लंबवत होने की व्याख्या कर रहे हैं नतीजतन मैं यह भी लिख सकता हूं कि कंडक्टर पर यह सरफेस चार्ज डेंसिटीक्या होगी तो इसके लिए क्या करना होगा मैं यहाँ एक छोटा सा सिलैंडरिकल बॉक्स या सिलेंडर बनाने के लिए एक छोटा सा बॉक्स लूंगा चूंकि फ़ील्ड लंबवत है जो यहां फ़ील्ड को लंबवत बनाता है यह बाहर आ सकता है या यह अंदर की तरफ जा सकता है फिर यदि मैं गॉस के नियमGauss's Law Eds को लागू करता हूं तो हम इसको केवल दो आधार से योगदान करते हैं या सिलेंडर की ऊपरी सतहों से योगदान करते हैं क्योंकि अंदर का फ़ील्ड E शून्य है इसलिए Eds En के अलावा और कुछ नहीं है जहां n वॉल्यूम कि उस सतह से बाहर आने वाला वेक्टर है उस सतह के माध्यम से वॉल्यूम से बाहर आ रहा है और En के गुणनफल में है अल्प क्षेत्र a अर्थात EdsEn a और गॉस के नियम से यह बराबर होना चाहिए चार्ज डेंसिटी गुणा a जो विभाजित किया जाता है 0 के द्वारा अर्थात EdsEn aa0 और इसलिए हमें प्राप्त होता है En0 इस प्रकार सरफेस चार्ज डेंसिटी और कंडक्टर की सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से संबंधित होते हैं यदि फ़ील्ड अंदर जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि En ऋणआत्मक है और इसलिए चार्ज डेंसिटी भी ऋणआत्मक होनी चाहिए और यदि फ़ील्ड बाहर आ रहा है तो चार्ज डेंसिटी धनात्मक होती है EdsEn aa0 or En0 5 इसके बाद यदि मैं किसी कंडक्टर के अंदर एक क्लोज कैविटी बनाता हूं जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है या जिसके अंदर कुछ भी नहीं है तो चार्ज रहित कैविटी के अंदर का फील्ड भी शून्य होता है जिसे फिर से समझना बहुत आसान है पहले हमें भौतिक तर्क देना चाहिए मैं मान लेता हूं कि यह चीज पहले पूरी तरह से एक ठोस कंडक्टर थी और उस स्थिति में मैंने जो भी चार्ज दिया था या जो भी फील्ड मैंने बाहर से लगाया था चाहे मैंने जो भी किया हो सभी चार्ज प्लस या माइनस बाहरी सतह पर रहते हैं इसलिए अगर मैं अब इसके अंदर के एक भाग को हटाकर एक कैविटी बना देता हूं तब भी इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो चलो इस स्थान को साफ करके कैविटी को बनाते हैं इलेक्ट्रिकल मैं कुछ भी अवस्थित नहीं कर रहा हूं अर्थात कोई भी चार्ज स्थानांतरित नहीं हुआ है मैंने कुछ भी नहीं किया है और इसलिए अंदर की स्थिति पहले जैसी ही रहती है और इसीलिए अंदर का फ़ील्ड E शून्य है उपरोक्त तथ्य को देखने का दूसरा तरीका गणितीय तरीका है जिसे हमने कुछ व्याख्यान पहले किया था और वह यह है कि अगर मैं V ग्रेडियंट V का डायवर्जेंस VV लेता हूं जो V2VdVV2के द्वारा दिया जाता है और इसको अंदर के वॉल्यूम के सापेक्ष इंटीग्रेट किया जाता है अर्थात मैं इसको इस अंदर के वॉल्यूम dV के द्वारा इंटीग्रेट कर रहा हूं

VVdVV2VdVV2dV इसका इंटीग्रेशन VVdS के बराबर होता है जो कि V2dV के बराबर है क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है और इसलिए V2VdV शून्य है और इसलिए हमारे पास V2dV बच जाता है अब चूंकि कंडक्टर की सतह पर V का मान स्थिर है और इसलिए V को VVdS से बाहर निकाला जा सकता है अर्थात हमें प्राप्त होता है VVdS यह VdS EdS के अलावा और कुछ नहीं है यदि आप एक माइनस साइन प्रयोग करते हैं लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है और इसलिए यह शब्द गायब हो जाता है अंत में हमारे पास V2dV बचता है जो कि निश्चित तौर पर एक धनात्मक संख्या है और इसलिए अगर इसे शून्य करना है तो V होना शून्य होना चाहिए और इसलिए परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि अंदर कोई फील्ड नहीं है VVdVV2VdVV2dVVVdSV2dV V2dV0 or V0 इसलिए यदि मैं एक कंडक्टर लेता हूं जिसका खोल चाहे कितना भी पतला हो अंदर फील्ड हमेशा शून्य होगा मैं बाहर से कुछ भी करता हूं इसका उपयोग बाहरी उपद्रव गड़बड़ी से उपकरणों की रक्षा के लिए ढाल के तौर पर किया जाता है लोग यह भी कहते हैं कि जब कभी आप एक आंधी तूफान में फंस जाएं तो आप एक धातु से बनी कार के अंदर आश्रय लेते हैं जो आपको किसी भी बाहरी उपद्रव से बचाने के लिए एक बार की तरह कार्य करती है और इसे फैराडे केजFaraday's Cage के रूप में भी जाना जाता है 6 इसके अलावा अंतिम बिंदु अगर मैं इस कैविटी को लेता हूं हालांकि गॉस के नियमGauss's Law द्वारा इस आंतरिक सतह पर नेट चार्ज शून्य होता है क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर फील्ड शून्य होता है तो अगर मैं इस गॉस सरफेस को लेता हूं और इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे नेट चार्ज शून्य प्राप्त होता है मैं प्रश्न पूछता हूं क्या कैविटी आंतरिक सतह का चार्ज वितरण कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है और इसका उत्तर है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि चार्जेस का वितरण होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्ज़ धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होंगी अर्थात E शून्य नहीं है लेकिन हमने अभी पिछले बिंदु में देखा है कि कैविटी के अंदर E शून्य होता है और इसलिए चार्जेस का कोई वितरण नहीं हो सकता है इसलिए एक कंडक्टर के अंदर की कैविटी की सतह पर सिगमा𝜎 हमेशा शून्य होता है तो ये कंडक्टर के कुछ गुण हैं जिन्हें हमने समझा है और आप इसे देख सकते हैं क्योंकि कंडक्टर में गतिमान चार्जेस उपलब्ध होते हैं और इसीलिए इसमें ये विशिष्ट गुण धर्म पाए जाते हैं